आपदा बहाली और बेहतर पुनर्निर्माण पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं आपदा के संदर्भ में सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी निर्मित वातावरण डिजाइन के बारे में जब हम आपदा के संदर्भ में सांस्कृतिक उत्तरदायी निर्मित वातावरण के बारे में बात करते हैं तो सांस्कृतिक मुद्दों को समझना जरूरी है खास करके की वे वे किस प्रकार से संबंधित हैं और वहां स्थिति कैसे परिवर्तित होती हैं आपदा से पहले आपदा के समय और एक लंबे दौर तक आपदा के बाद तो यहां पर मैं आपको पॉल ओलिवर के योगदान से परिचित कराना चाहूंगा उन्होंने विशेष रुप से आपदाओं के लिए आवास के निर्माण कार्य में काम किया है खास करके भाग 4 में जिनमें वह आपदा पुनर्निर्माण के कार्य के उदाहरण देते हैं जिनमें संस्कृति को अनदेखा किया गया है और उसकी वजह से कैसे विकास हुए हैं और बहाली प्रक्रिया के मध्य क्या अर्थ विकसित हुए हैं और यह निर्माण कार्य के उदाहरण है जहां पुनर्निर्माण और विकास की प्रक्रिया में संस्कृति को नजरअंदाज किया गया है हमने ऐसे ही कुछ उदाहरण तमिलनाडु में सुनामी के बाद बहाली की प्रक्रिया में देखे थे आज हम भूमध्य देशों में टर्की के बारे में और हुदहुद चक्रवात में वर्तमान कार्य के बारे में भी जहां मेरा कार्य चल रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे यह जो तस्वीर आप यहां देख रहे हैं वह कपाडोसिया की है जो टर्की के केंद्रीय एंटोलियन क्षेत्र में पड़ता है यह शिखर एक बहुत अलग परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं यह शिखर एंटोलियन क्षेत्र में फैले टुफा चट्टान में पाए जाते हैं ये मूल रूप से लावा धूल के प्राचीन निक्षेपों से बने हैं जो हवा के संपर्क में आने के कारण नरम चट्टान बन गए इनके अंदरूनी हिस्से दृढ़ दीवारों का काम करते हैं और चट्टानों में जो रिक्तियां है वह रहने का स्थान प्रदान करते हैं तो वास्तव में अगर आप टर्की के बारे में पढ़ते हैं तो पाएंगे कि वह दुनिया की सबसे बड़ी फॉल्टलाइन पर पड़ता है जिसकी वजह से टर्की भूकंप प्रवृत्त है और क्योंकि फूफा शिखर नरम चट्टानों से बने हैं जब भूकंप आता है अक्सर फूफा के आवासों को नष्ट कर देता है और इसमें जीवन का भी गंभीर नुकसान होता है जैसे आप यहां देख सकते हैं कि भूकंप की वजह से बार बार नुकसान होता है और इन प्राकृतिक रूपों की सुरक्षा के बारे में हम बेहद चिंतित हैं बल्कि पुराने ग्रीक शहर के कैवूसिन गांव में कुछ उदाहरण हैं जो गोरेमे अवनोस सड़क से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है तो यहाँ यह एक प्रकार का बड़ा पहाड़ है जिसमें काफी सारे आवास शामिल है जो आप देख रहे हैं वह आवासों की एक श्रृंखला है जो एक बहुत जैविक प्रक्रिया से बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार भूकंपों के कारण इन चट्टानों का विनाश हुआ है और चट्टानों के बार बार हवा के संपर्क में आने की वजह से नरम चट्टानों में कटाव की प्रक्रिया देखी गई है जिसके कारण छोटी नरम चटाने अक्सर गिरती रहती हैं खास करके भूकंप के दौरान निश्चित रूप से यहां बसने वाले लोगों को किसी दूसरी जगह पर आवास बसाने का मौका दिया गया था परंतु कुछ समुदायों ने वहां से जाने से इंकार कर दिया भूकंप के बाद वे वापस आ गए और आस पास के गांव और क्षेत्रों में दोबारा बसने लगे यह जानने के बावजूद कि उस क्षेत्र में भूकंप का खतरा है और उन्हें हमेशा इस भय में जीना पड़ेगा तो आपको क्या लगता है कि यह लोग वापस यहां क्यों आए हैं जाहिर है समुदाय कोई निर्णय लेते वक्त सिर्फ सुरक्षा के बारे में ही नहीं सोचती उनकी आजीविका के दूसरे भी पहलू भी है जिनकी वजह से वह यहां वापस आकर्षित हुए हैं और इसी कारण यह अब एक पर्यटक स्थल बन गया है अगर देखा जाए तो वास्तव में इस क्षेत्र ने लोगों को वापस लाया है और अब वह उपरोक्त क्षेत्र में बसने की बजाए तलहटी के क्षेत्रों में बसते हैं जहां पर अब उन्होंने कुछ रेस्तरां और अलग अलग आर्थिक संसाधन के उपाय भी प्रदान किए हैं तो यहां आप देख सकते हैं की पर्यटक अर्थव्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण पहलू है यहां पर रहने वाले समुदाय यह मानते हैं की आजीविका भी सांस्कृतिक संसाधन का एक हिस्सा है अब हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं वह भी इसी सामान भूमध्य क्षेत्र में है 1968 में सिसिली मैं एक विशाल भूकंप आया है जिसने उस शहर को तहस नहस कर दिया कर दिया और लगभग 1 लाख लोगों को बेघर कर दिया बेलीस घाटी में गिबलिना नामक एक छोटा शहर है जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ भूकंप की वजह से वह पूरी तरह से जमीन में धंस गया और वहां के मजदूर और खेत में काम करने वाले समुदाय अस्थाई तंबू शिविरों में स्थानांतरित हो गए अब जब आप एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो जाहिर है कि सारी परेशानी एक विशालकाय रूप ले लेती हैं और एक बहुत दर्दनाक दृश्य प्रस्तुत करती है क्या आप जानते हैं कि उस विनाशकारी दृश्य के तहत व्याकुल लोग किसी भी तरह तत्काल उस आपदा के प्रभाव से बचने की कोशिश करते हैं वह पहले खुद को सुरक्षित करते हैं और फिर तात्कालिक एक सुरक्षित आश्रय की तलाश करते हैं इसलिए उन्हें अस्थाई तंबू शिविरों में बसाया जाता है लेकिन उस समय गिबेलिना के महापौर मेयर कोरा ने कहा कि आपदाओं को अभिशाप के बजाए अवसर के रूप में कैसे लिया जा सकता है क्योंकि आपदाएं तो परिवर्तन के कारक हैं तो क्यों न इसे एक सुनहरे अवसर के रूप में लिया जाए और एक आधुनिक और नवीन विचारधाराओं के साथ एक नए समाज का निर्माण किया जाए तो उन्होंने गिबेलिना के शहरी पुनर्निर्माण के माध्यम से सांस्कृतिक पुनर्जागरण के विचार को बढ़ावा दिया तो यहां पर हम उनकी दूरदर्शिता का उदाहरण देखते हैं कि कैसे राजनेता आर्किटेक्ट बुद्धि जन दूरदर्शिता और आधुनिकता का प्रदर्शन करते हैं एक बेहतर शहर और समाज बनाने के लिए इसके अलावा यह मुक्ति का भी प्रतीक माना जाता है और देश के बाकी क्षेत्रों के लिए इस बात की मिसाल बनता है कि कैसे आधुनिकतावाद और आधुनिकतावादी विचार परिवर्तन ला सकते हैं और कैसे यह दूसरे शहरों के लिए और क्षेत्रों के लिए मिसाल बन सकता है क्योंकि जब कुछ प्रभावित होता है और जब कोई कुछ सुधारने की प्रक्रिया में विचार और दूरदर्शिता लाता है तो वह एक प्रकार की प्रयोगशाला बन जाती है एक विशालकाय प्रयोगशाला जो विभिन्न कलाकारों वास्तु कारों और बुद्धिजीवियों को आकर्षित करती है गिबेलिना की आधुनिक हल के लिए इटली के सैकड़ों कलाकारों वास्तु कारों और बुद्धिजीवियों से योजनाएं आई तो हम यहां देख सकते हैं कि कैसे कला और वास्तुकला एक साथ आ सकते हैं यह कैसे पूरे समुदाय को पुनर्जीवित कर सकते हैं और वे वास्तव में किस प्रकार के परिणाम लाते हैं और वह कैसे आपदा के बाद सामान्य जीवन शैली में किस प्रकार और कितनी शीघ्रता से वापस आ पाते हैं एक नई आधुनिक समझ लेकर तो उन्होंने यह किया की वह बहुत सारे कलाकारों को लाए और उन्होंने मिलकर बहुत सारे चौक और मैदान या प्लाजा और पियाजा का निर्माण किया यहाँ आप देख सकते हैं पियाज़ा डेल कोम्यून टॉरे सिविका का सामुदायिक प्लाज़ा यह एक तरह का नागरिक चौक है और यहाँ आप देख सकते हैं लुडोविको क्वारोनी द्वारा बनाया गया नया गिरजाघर और कैसे विभिन्न कलाकारों ने अपने विचारधाराओं से इस चौक को एक नया रूप दिया है और कैसे खुद के विचारों को स्थापित किया है विभिन्न वर्गों के रूप में स्मारकों के रूप में इमारतों के रूप में आवास के रूप में और कलाकृति के कुछ छोटे स्तर पर भी नए आवासों के संदर्भ में उन्होंने वास्तव में लगभग 50000 लोगों के लिए लक्ष्य बनाया था लेकिन दुर्भाग्यवश आज की तारीख में वहाँ केवल 5000 लोग ही रहते हैं और अब अगर यह घर देखते हैं तो इनके सामने बगीचे हैं और यह सब अलग अलग मकान है एक चौड़ी सड़क है जो इसके दोनों तरफ के घरों को एक दूसरे से अलग करती है यह पंक्ति घर जैसे पहलू में रंग गए हैं लेकिन इस प्रक्रिया में इनकी सांप्रदायिक भावना गायब हो गई है क्योंकि भूमध्य देशों में घरों के बाहर अक्सर बरामदे होते हैं जिनमें वह शाम को बाहर बैठते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं लेकिन अब गली फुटपाथपार्किंग और घर के सामने के बगीचे की चौड़ाई की वजह से घरों में दूरियां आ गई हैं जिस वजह से सामाजिक सहभागिता छिन गई है वास्तव में इसे सामाजिक रूप देने के बजाय उपयोगकर्ताओं ने यहां अलगाव को बढ़ावा दिया है यहां आप जो स्लाइड में देख रहे हैं वह एक चौक या प्लाज़ा है क्या आपको यहां लोग नजर आ रहे हैं क्या आप जानते हैं कि यहां जनसंख्या की समझ बहुत सम्मोहित कर दी गई है बुनियादी ढांचे के अनुसार जो योजना बनाई गई वह 50000 लोगों के लिए थी पर अब यहां सिर्फ 5000 लोग रहते हैं इसलिए आपको जो दिख रहा है वह है खाली मैदान खाली गिरजाघर और इस शहर का खालीपन कुछ स्थानीय लोगों ने कलाकृति और शहर के पुनर्निर्माण के बीच के संबंध को समझा है कि कैसे कला लोगों में प्रोत्साहन ला सकती है कैसे वह लोगों को सहभागी तरीके से संलग्न कर सकते हैं और इसे कैसे वह कला और कई कार्यशालाओं के साथ जुड़ने का अनुभव महसूस कर सकते इसके लिए इटली के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने अभिनव की कार्यशाला आयोजित की हैं और स्थानीय नागरिकों के साथ कलात्मक परिदृश्य और शहर के सामूहिक पुनर्निर्माण के लिए सक्रिय उपाय को बढ़ावा देने के बजाय संस्थानों ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो लिए और कमियों की पूर्ति करने के लिए कलाकारों को छोड़ दिया तो उस प्रक्रिया में यह हुआ कि क्योंकि वहाँ बहुत सारी सहभागी गतिविधियाँ चल रही थी इसलिए वह देख पाए कि हाँ वहाँ जनता से कैसे सामूहिक काम कराया जा सकता है जिसके लिए धीरे धीरे फंडिंग की भी गुंजाइश बन गई या तो फंडिंग संस्थान या आयोजन संस्थान जिम्मेदारियों से हाथ धोने की कोशिश करते हैं अक्सर यह कहकर कि क्यों ना आप लोग अपनी कलाकृतियों से कमियों को भरने की कोशिश करें काफी बार बुनियादी ढांचे जो बने वह अधूरे रह गए कुप्रबंधन की वजह से और ऐसा भी पाया गया है कि कुछ राजनीतिक भ्रष्टाचार की वजह से जिस शहर की कल्पना की गई है वह एक बहुत विशाल पैमाने पर है एक ऐसा शहर जो पूरी तरह से मौन है आप यहां देख सकते हैं अल्बर्टो बुर्री द्वारा डिज़ाइन किया गया क्रेट्टो यह लगभग 12 हेक्टेयर भूमि है यह वास्तव में पुराना गांव है जो नष्ट हो गया था अब उन्होंने यह किया की लगभग 1 मीटर की ऊंचाई के कंक्रीट ब्लॉक से वहां पर जो पहले से स्थित गलियां थी उन्हें कवर कर दिया ताकि उस गांव की मौजूदा सड़क नेटवर्क की स्मृति बनी रहे पर इस विशाल कलाकृति के पैमाने का अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं यह अब एक प्रकार का कंकरीट जंगल है जहां 12 हेक्टेयर जमीन कला और स्मृति के नाम पर कंक्रीट से दफना दी गई है उन्होंने इस मूर्तिकला के माध्यम से प्राचीन गली को जीवित रखने की कोशिश की है ताकि लोग इस पर चल सके खुद को उन्मुख कर सके पुरानी यादें प्रतिबिंबित कर सके और यह याद कर सके कि वह पहले कहां रहते थे और स्मृतियों को अपना सके परंतु पूरी बात तो यह है कि जब आप इस जगह का निरीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि यह जगह मौन है यहां कोई आवाज नहीं है कोई व्यक्ति नहीं है नफरतों में और ना ही गिबेलिना नुओवा में इन दोनों जगह में जो सामान्य बात पाई जाती है वह है चुप्पी या मौन वातावरण मेरा मतलब है कि वे कौन से कारक हैं जिनकी वजह से यह जगह मौन हैं पहला है क्रेट्टो जो सीमेंट के कफन के नीचे दफना हुआ है पुरातत्व विज्ञान अतीत की स्मृति के रूप में तो वह एक ऐसी स्मृति को प्रतिबिंबित करने की कोशिश कर रहे हैं जो केवल सीमेंट ब्लॉक के अध्ययन का ही उदाहरण है और दूसरा घरों चौकों स्मारकों और अधूरे बुनियादी ढाँचे की समरूपता है दूसरे उदाहरण में तो बल्कि घर बनाए गए हैं परंतु उनमें अधिक लोग रहते ही नहीं और इसलिए नए गिबलिना शहर में सामाजिक पहलू नहीं दिखता और फिर उनकी आजीविका का भी पहलू है कि वह कैसे अपनी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं कई अन्य भी कारक हैं जो इससे संबंधित हैंI जैसे कि हमने देखा कि कैसे एक अनुचित पैमाने के परिणामस्वरूप अधोसंरचनात्मक जानकारी का कुप्रबंधन हुआ और काम अधूरा रह गयाI और इस तरह से परियोजना के सौंदर्यीकरण के नाम पर वास्तव में एक बदसूरत और अधूरा निर्माण किया गया और इस वजह से कुछ अवैध स्थान भी विकसित हो गए हैं लोग अधूरी कलाकृतियों और अधूरी परियोजनाओं को छोड़ कर चले गए फंडिंग के कुप्रबंधन के कारण और फिर जिस संस्थागत तरीके से उन कलाकारों और उनके काम को देखा गया इसका पूरा निरीक्षण करके हमें पता चलता है कि इस योजना के प्रति यहां के स्थानीय सांस्कृतिक जरूरतों के प्रति समझ कितनी कम थी और यह सोचा ही नहीं गया की कैसे उन स्थानीय सांस्कृतिक जरूरतों को अल्पकालिक मध्यम अवधि और लंबे समय के लिए एक अनुकूलन प्रक्रिया में सफलतापूर्वक डाला जाए इससे हमें ज्ञात होता है कि कैसे कोई वृद्धिशीलता के बारे में सोच सकता हैI तो यदि यह परियोजना एक वृद्धिशील स्तर से सिखाई जाती तो वह ज्यादा सफल होती एक सांस्कृतिक संदर्भ में जब हम एक आश्रय प्रदान करते हैं तो हमेशा दो समूह होते हैं और वे बहुत अलग होते हैं एक हैव्स और हैव्स नो या एक समूह जिसके पास है और एक जिसके पास नहीं है एक शक्तिशाली और एक शक्तिहीन राहत संगठन और आपदा के शिकार तो एक ऊपरी हाथ है और एक निचला लेने वाला हाथ है तो जैसे ही ये एजेंसियां खबर में आती हैं तो कई बार वे क्या करते हैं वे स्थानीय ज्ञान का अनुभव करते हैं या उन्हें लगता है कि यह प्रणाली विशेष रूप से सामाजिक जीवन की प्रणाली अपेक्षित स्थितियों को प्राप्त करने में विफल रही है तो वहां से यह सामूहिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है कि कैसे पूरा सिस्टम ही विफल हो गया है लेकिन जब राहत कार्यों में से कई बचाव या पुनर्वास परियोजनाओं में आते हैं वे अस्वीकार करने की कोशिश करते हैं और परिचित सिस्टम के पक्ष में राहत संस्कृति करते हैं इसलिए या तो वह इस पर निर्भर करते हैं कि उन्हें किस पर अधिक भरोसा है जो उनके पास पहले से ही निष्पादित है और राहत संस्कृति हालांकि वे स्थानीय प्रणालियों को कमजोर करार करने की कोशिश करते हैं परंतु फिर भी वे स्थानीय परंपराओं को समझने की कोशिश करते हैं और एक पीड़ित संस्कृति को हमेशा स्थानीय पारंपरिक और स्वदेशी प्रणाली की विफलता के बारे में जागरूक किया जाता है या तो आपदा का पूर्वानुमान लगाने के लिए या आपदा आने पर सामना करने में सक्षम बनाने के लिए इसलिए मूल रूप से जिस पल आप संस्था के साथ जुड़ जाते हैं और वे देखते हैं कि यह पूरी प्रणाली विफल हो गई है परंतु उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि यह लोग इतने वर्षों से यहां कैसे जी रहे थे वे कैसे रहते थे और उनके पास कौन से तंत्र थे यह अज्ञानता और लोगों की पूरी जीवन शैली को समझ पाने की असफलता पुनर्निर्माण कार्य में एक बड़ी बाधा बन जाती है यहां से संदिग्ध परिस्थितियों उत्पन्न होती हैं जैसे जब उन्हें इस बात से अवगत कराया जाता है कि आपका सिस्टम विफल हो गया है तो लोगों का पारंपरिक नेतृत्व से विश्वास उठ जाता है जिस वजह से सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाओं का और बाहरी प्रभाव का पदानुक्रम संकटग्रस्त समुदाय पर हानिकारक प्रभाव बढ़ जाता है तो कुछ लोग ऐसे विकल्प लेकर आते हैं जिन्हें उन्होंने पहले समान परिस्थिति में आज़माया हो और वे सिर्फ आपको यह विकल्प देते हैं कि आप इनमें से कोई एक क्यों नहीं चुन लेते डोरेन मैसी एक भूगोलवेत्ता इसके बारे में बात करती हैं की कोई भी जगह एक सामाजिक निर्माण है और हम सक्रिय रूप से जगह बनाते हैं और हमारे स्थानों के बारे में हमारे विचार समाज का उत्पाद है जिसमें हम रहते हैं इसी संदर्भ में क्या हम किसी स्थान की भेद्यता के संवाद को नहीं जोड़ सकते की यह भी एक सामाजिक निर्माण है क्योंकि हम जिम्मेदार लोग हैं कैसे हम विशेष परिस्थितियों में खुद को कमजोर बना रहे हैं आइए मैं अपने स्वयं के अध्ययन में से जो मैं वर्तमान में कर रहा हूं कुछ बताता हूं यह हुदहुद चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है इस कार्य के लिए मैंने विशाखापत्तनम के कुछ गाँवों का दौरा किया जो अंदर है तटीय आंध्र प्रदेश मैं है और कई सरकारी अधिकारियों कलेक्ट्रेटों और सांख्यिकीय विभाग के अधिकारियों अन्य गैर सरकारी संगठन के अधिकारियों से भी मिला जो इस तरह की परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं यह जानने के लिए वे क्या कर रहे हैं और नुकसान के आँकड़े क्या और कैसे एकत्रित किए गए हैं तो इनमें से कई रिपोर्ट्स हैं जिनमें हम नुकसान के आँकड़ों के बारे में बात करते हैं जीवन का कितना नुकसान क्षतिग्रस्त है कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है वे संख्या में संकुचित किए जाते हैं वे समाज की सतह संरचनाओं तक संकुचित होते हैं और वे अक्सर सांख्यिकीय शब्दों में घटाए जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि अनुमानित फसल नुकसान इस क्षेत्र का इतना है क्षेत्र 50 से अधिक है खाली किए गए लोगों की संख्या कितनी है प्रभावित गांवों की संख्या क्या है तो यह सभी जानकारी संख्याओं में समूहित की जाती है क्योंकि इसका एक आर्थिक पहलू भी है जिसमें यह जानना महत्वपूर्ण है की इसके लिए कितने फंड की जरूरत है और उसके लिए कितने निवेश की जरूरत है इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि यह भीमुनिपत्तनम के कुछ गाँव हैं और आप उनके पारंपरिक जीवन शैली के पैटर्न देख सकते हैं उनके घरों में छत थी और छत की प्रणाली कम बाज की है क्योंकि यह क्षेत्र तटीय है और चक्रवात से प्रभावित भी तो वह स्वदेशी समझ जलवायु स्थानीय जलवायु परिस्थितियों की जानकारी उनकी जीवनशैली मछुआरों के जीवन में जश्न कैसे मनाया जाता है और कार्यात्मक रूप से यह कैसे काम करता है यह समझ उनके आवास में देखी जाती है लेकिन अगर आप आधुनिक निर्माणों को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि जल निकासी भी सिर्फ ऐसे ही छोड़ दी गई है इसका मतलब है कि एजेंसियों को केवल एक घर से मतलब है लेकिन एक प्राणियों से नहीं एक बस्ती सिर्फ घरों का एक समूह नहीं है यह सिर्फ एक चीज नहीं है वह एक प्रणाली है जिसमें विभिन्न चीजें जैसे सड़क परत नेटवर्क जल निकासी प्रणाली बिजली पानी की आपूर्ति शामिल कर सकते हैं जो एक साथ एक निवास स्थान बनाता है लेकिन यहाँ जब आप एक व्यक्तिगत घर पर जाते हैं तो पाते हैं कि वह घर जब एनजीओबनाते हैं तो आपके जाने के बाद वहां क्या होता है पड़ोसी को से कैसे फर्क पड़ता है तो उस स्तर पर हम क्या खो रहे हैं कई गांव में मैंने देखा कि यह घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं या तो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त तो फिर यह क्षति ग्रस्त मकान अलग थलग छोड़ दिए जाते हैं क्योंकि या तो वह लोग दूसरी जगह चले गए हैं या हो सकता है वह नई जगह पर समायोजित हो चुके हैं पर इनका क्या यदि आप 10 साल के बाद भी लातूर भूकंप प्रभावित इलाकों में या फिर सुनामी प्रभावित इलाकों में जाएं तो आप आएंगे कि कई क्षतिग्रस्त गांव ऐसे ही पड़े हुए हैंI तो इस प्रक्रिया पर विचार ही नहीं किया गया कि मलबे को कैसे साफ किया जाए और उससे निकलने वाली सामग्रियों का पुनः उपयोग कैसे किया जा सकता है तो ये सभी कई पहलू हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं इसलिए आप पूरे गाँव में मलबे के टुकड़े देख सकते हैं जो चक्रवात या क्षतिग्रस्त घरों से रह गए हैं और इस सब के बीच आप एक नए घर का निर्माण कर रहे हैं तो ऐसे में यह पाया गया है की आपदा से पहले की परिस्थिति की समझ ही नहीं है और वह केवल नए निर्माण के बारे में ही देख रहे हैं उदाहरण के लिए यह एक संयुक्त परिवार के घर के रूप में एक घर की कहानी है और इनमें से कई गरीब घर हैं सरकार ने उनके घर के पुनर्निर्माण के लिए एक तरह के समर्थन के रूप में केवल 5000 रुपये दिए हैं वास्तविक मैं यहां 3 परिवार अभी भी एक ही घर में रहते हैं तो मैं सोच रहा था कि कैसे वे इन घरों में रहने में सक्षम हैं तो उन्होंने कहा हाँ हम ज्यादातर एक तटीय होने के नाते यहाँ सोते हैं क्योंकि हम वहाँ सो सकते हैं और 5000 हमारे लिए पुनर्निर्माण के सभी नियमों का पालन करने के लिए पर्याप्त नहीं थे तो हम क्या करते हैं कि हम अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत करते हैं और वे रात में वह बरामदों में सोते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि जब आप संख्यात्मक को संकुचित करते हैं या आप केवल 5000 रुपये में संकीर्ण होते हैं या दी जाने वाली एक विशेष राशि निर्धारित करते हैं मुझे लगता है कि अगर आप इसकी निगरानी नहीं करते की वे कैसे बनाने जा रहे हैं तो जैसे यहां देखा गया दो साल के बाद भी कोई उपाय नहीं है इसलिए मुझे लगता है कि यहां पर ध्यान देना आवश्यक है सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आपने कितना प्रदान किया है पर यह भी देखना आवश्यक है कि उन्होंने कितना किया है और क्या करने की आवश्यकता है यह वह जगह है जहां इस तरह के मामलों में एक पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण है जहां अलग अलग कॉर्पोरेट एजेंसियां आते हैं तो जैसे आप यहां देख सकते हैं यह इंफोसिस फाउंडेशन द्वारा किया गया एक प्रोजेक्ट है जहां उन्होंने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों के तहत आवास समाधान वितरित करने की कोशिश की है और जब आप इस आवास योजना को देखते हैं तो उनके पास बहुत अच्छी सड़क नेटवर्क है उनके पास बहुत अच्छे मकान है ईंट और कंक्रीट के घर हैं यह तट से 2 4 किलोमीटर की दूरी पर है सर जब मैंने इस जगह का दौरा किया तो पाया कि बहुत बहुत लोग यहां पर नहीं रह रहे शायद अब लोग वहां रह रहे होंगे लेकिन उस समय एक भी व्यक्ति उन घरों में नहीं था मैं उनसे कुछ साक्षात्कार लेता था तो मैंने मछुआरों को इसके बारे में पूछा उन्होंने बताया की हमारे मछली पकड़ने की ज़रूरतें बहुत अलग हैं हम समुद्र के करीब रहना चाहते हैं हालांकि हमें यह घर पसंद हैं लेकिन फिर भी हमारी ज़रूरतें थोड़ी अलग हैं और क्रमिक प्रक्रिया में वह स्थानीय राजनेताओं और उनके नेटवर्क के बारे में चिंतित हैं कि वे इन घरों को कैसे हड़प सकते हैं मछुआरे के नाम पर यह भी एक खतरा है जिसके बारे में मछुआरे चिंतित हैं तो अगर मछुआरे की एक अलग सांस्कृतिक ज़रूरत है जो जैसा हमने गिबलिना मैं देखा कि कैसे समान और मानकीकृत रूपों के आवास अक्सर समुदाय की सांस्कृतिक जरूरतों और आजीविका की जरूरतों को खारिज कर दिया करते हैं इसीलिए हम कहते हैं कि घर एक संप्रदाय है जबकि एक घर एक संप्रदाय है घर एक छोटे से आवास संरचना का वर्णन करता है जबकि घर जीवन का प्रतीक है जो इसके भीतर बिताया घर सामाजिक व्यवस्था की गहरी संरचनाओं का एक अर्थ है और ये घरेलू स्थान पर रहने वाले परिवार के रिश्ते में परिलक्षित होता है तो यहाँ हम देखते हैं कि घर केवल चार दीवारें ही नहीं है यह परिवार के बारे में है यह उनके सामाजिक संबंधों के बारे में है कि सामाजिक स्थान कैसे बनाया जाता है इसलिए हेनरी लेफेब्रे काल्पनिक जगह से बात करते हैं जो योजनाकारों या फाउंडेशन के पास होती है आधुनिकतावादी समझ और कथित स्पेस में इस तरह की दृष्टि वे कैसे समायोजित करने की कोशिश करते हैं इसके साथ और रहने की जगह एक लंबे समय तक चलने वाले समायोजन के साथ आती है जो आवास की तुलना में लंबा है कैसे अभ्यस्त प्रथाओं ने इस जगह को एक अलग अर्थ के साथ सेट किया कैसे वे इन सांस्कृतिक आयाम वाले स्थानों को प्रकट करते हैं यही वह जगह है जहाँ जीवित स्थान शैली की बात आती है और मुझे लगता है कि मैं पहले में कैसे संक्षेप में बताऊंगा माइकल लियोन और थियो स्कर्लमैन और कैमिलो बोआना द्वारा बेहतर तरीके से निर्माण का संस्करण काम कैसे वे भी विभिन्न विद्वानों के कुछ संकलित काम अलग क्षेत्रों से लाए जैसे भारत पाकिस्तान इंडोनेशिया बांग्लादेश पेरू कोलंबिया टर्की और अन्य सभी स्थान इसलिए मॉडल या नमूना जो आमतौर पर पुनर्निर्माण प्रक्रियाओं में पालन किया जाता है वह एक जोड़ पहलू है तो वह क्या करते हैं की कभी कभी एक विलक्षण दृष्टिकोण से आते हैं जैसे इस एनजीओ के माध्यम से यह 5 6 आवास प्रायोजित होंगे दूसरे 5 6 घर इस एनजीओ को प्रायोजित करेंगे परंतु समय एनजीओ केवल उस घर को ही देखता है उन्होंने केवल एक घर एक समय एक परिवार से ही मतलब है क्योंकि उनका अनुबंध केवल 2 या 3 या 4 घरों को वितरित करने का है जबकि गुणा में एक घर से एक 100 तक मॉडल है तो यहाँ यह वह जगह है जहाँ एजेंसी ने निर्माण को संचालित किया है इसलिए वे जो करते हैं वह एक विकसित है योजनाबद्ध या किसी विशेष घर का एक मॉडल और वे इसे दोहराते हैं कि क्या यह एक टाउनशिप है यह एक समूह है ताकि रास्ते में वे एक समान और मानकीकृत के रूप में विकसित करने का प्रयास करें इसके मॉडल और यह ज्यादातर एजेंसी द्वारा संचालित प्रक्रिया के रूप में है जबकि प्रतिकृति यह मूल रूप से एक क्लस्टर विकसित किया गया है और जिसे पूरी बस्ती में दोहराया जाएगा लेकिन यहाँ और इस में एजेंसी संचालित प्रक्रिया में क्या होता है की एजेंसी नहीं होती अंतरिक्ष आवश्यकताओं सांप्रदायिक के संदर्भ में विशेष रूप से अंतर के कई पहलुओं पर विचार करें इस पर प्रतिक्रिया और आवश्यकताओं या स्थितिजन्य विश्लेषण आपदा से पहले यह कैसे बदल गया है और आपदा के बाद एक महिला अपने पति को आपदा में खो देती है उसके साथ क्या होता है वह किस तरह का घर है आप जानते हैं इसलिए इस तरह की समझ वास्तव में इस प्रक्रिया के भीतर नहीं है क्योंकि यह केवल मॉडल का मापदंड लेता है और यह 100 घरों के लिए दोहराया जाता है जबकि यहां इसमें शामिल है प्रत्येक पड़ोस परिवारों के एक समूह को समझने के लिए एक लंबी व्यस्तता इसमें समय लगेगा लेकिन इसके साथ समस्या यह है कि मीडिया का दबाव राजनीतिक दबाव तो रहेगा ही संस्थागत दबाव भी रहेगा इसलिए बहुत सारी अड़चनें हैं जो इस पहलू पर जोड़ देती हैं ठेकेदार के दूसरे मॉडल में वे जो करते हैं उसे चलाते हैं भागों दृष्टिकोण की एक किट विकसित प्रयास से उदाहरण के लिए वे दीवार सामग्री नींव और छत का एक टेम्पलेट विकसित करते हैं सामग्री या जो भी हो इसलिए वे एक ढांचा देने की कोशिश करते हैं और फिर लोगों को कहा जाता है उस तरह से उसके भीतर चुनें किट प्रदान की जाती है और इसमें थोड़ा लचीलापन अपनाया जाता है मानकीकृत डिजाइन की प्रक्रिया में जबकि आवेदन की दूसरी प्रक्रिया में बेनी कुरीआकोज़ ने 2000 घरों के लिए 2000 डिज़ाइनों पर काम किया है तो यह वह जगह है जहां समुदाय के साथ एक गहरी समझदारी की आवश्यकता होती है और उन्हें समुदाय के साथ बातचीत करनी पड़ती है जिससे अंत में वे 7 से 8 विकल्प विकसित करते हैं और आर्किटेक्ट के साथ फिर से और एक से एक बातचीत की अनुमति दी जाति है और यही कारण है कि यहां तक कि अन्य अंतिम संशोधनों को विकसित किया गया है इसके लिए बहुत गहन आवश्यकता है कि हर किसी की सलाह ली जाए मुझे उम्मीद है कि आप सांस्कृतिक मुद्दों को समझते हैं और और यह भी समझते हैं की डिजाइनिंग के तरीके क्या हैं और वह कैसे अनदेखे किए जाते हैं एक प्रतिक्रिया के रूप में इसके परिणाम क्या हैं और विभिन्न आवास डिजाइन के मॉडल क्या हैं